पिछले लेक्चर में हम एक संख्यात्मक उदाहरण के माध्यम से मार्जिनल क्वांटिटी डिस्काउंट पर चर्चा कर रहे थे उदाहरण निम्नानुसार है 10000 की वार्षिक मांग के साथ एक आइटम है ऑर्डर की लागत 300 रुपये प्रति ऑर्डर है मद की लागत रुपये 20 है और इन्वेंट्री होल्डिंग की लागत 20 रुपये का 20 प्रतिशत है यदि कोई छूट नहीं थी तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी Q 2DCo iC के वर्गमूल द्वारा दी जाती है जो कि 2 x वार्षिक मांग x ऑर्डर की लागत वहन करने की लागत है जो हमें 2 x 10000 x 300 4 देगा जो हमें 122474 देगा जो हम पहले ही लेक्चर में देख चुके हैं इसके साथ जुड़ी कुल लागत होगी 2 DCoCc का वर्गमूल जो हमें 489898 देगी जो कि एक गणना है जिसे हमने पिछले लेक्चर में देखा है चूंकि हम छूट वाले मॉडलों को देखने जा रहे हैं हमें आइटम की इकाई लागत को भी जोड़ना चाहिए 10000 वस्तुओं के लिए 20 रुपये की दर से तो इस मामले में TC 489898 200000 होगी जो हमें 20489898 देगी अब हम इस समस्या पर मार्जिनल डिस्काउंट लागू करते हैं अब 2000वें आइटम से 5 प्रतिशत की छूट है और 5000वें आइटम से 10 प्रतिशत की छूट है इसका मतलब है कि यदि हम 2000 आइटम खरीदते हैं तो हम 2000 x 20 का भुगतान करेंगे छूट 2001वें आइटम पर आती है इसलिए यदि हम 3000 आइटम खरीदते हैं तो पहले 2000 को 20 में खरीदा जाएगा और अगले 1000 को 5 प्रतिशत की छूट को लाभ होगा और इसकी कीमत 19 रुपये होगी इसी तरह से अगर हम 5000 वस्तुओं को खरीदते हैं तो अब पहले 2000 की कीमत 20 होगी अगले 3000 की कीमत 19 होगी 5001वें आइटम के बाद 10 प्रतिशत की छूट या 18 की कीमत में आएगा और इसलिए अगर हम 6000 खरीदते हैं तो पहले 2000 की कीमत 20 होगी अगले 3000 की कीमत 19 होगी और शेष 1000 की कीमत 18 होगी जो कि 20 पर 10 प्रतिशत की छूट है अब इन मार्जिनल क्वांटिटी डिस्काउंट के साथ जुड़े ऑर्डर मात्रा को खोजने के लिए प्राइस ब्रेक की गणना करने के लिए इस सूत्र का उपयोग करते हैं इसलिए पहला जो कि 2001वें से 5 प्रतिशत है वह हमें Q 2D Co Vj q j Cj i Cj के वर्गमूल के बराबर देता है और हम इस फॉर्मूले का उपयोग मार्जिनल क्वांटिटी डिस्काउंट पर विचार करते हुए ऑर्डर की मात्रा की गणना करने के लिए करते हैं अब हम इस फॉर्मूले का उपयोग 2 x 10000 x 300 Vj qj Cj प्राप्त करने के लिए करते हैं हमें Vj qj Cj के मूल्यों को लिखने की आवश्यकता है अब हम 2000 की मात्रा पर विचार कर रहे हैं इसलिए इस मात्रा 2000 को सामान्यतः 2000 x 20 40000 पर लाया जाएगा और 5 प्रतिशत की छूट के बाद कीमत 19 हो जाती है इसलिए 19 x 2000 38000 है तो V j 40000 qj cj है जो 38000 है इसलिए अंतर 2000 i x Cj है जो कि 02 x 19 है 20 रुपये पर 5 प्रतिशत की छूट इसलिए सरलीकरण पर यह हमें Q 347926 देगा इसलिए अगर हम इस 2001वें आइटम से 5 प्रतिशत मार्जिनल डिस्काउंट का लाभ उठाते हैं या उठाना चाहते हैं तो हमें 347926 इकाइयों को ऑर्डर करने की आवश्यकता है जिसका अर्थ यह भी है कि पहली 2000 इकाइयों की कीमत होगी 20 और शेष 147926 की कीमत 19 होगी इसलिए इसके साथ जुड़ी कुल लागत D Q x Co Q 2 x i x c D Q QC या आइटम लागत हो जाएगी जहां D Q ऑर्डर की संख्या है और QC आइटम की लागत तो यह 10000 347926 300 हो जाएगा यह कुल ऑर्डर करने की लागत होगी अब यह Q 2 x ic होगा जिसे अब i 2 Q C लिखा जाएगा जो कि 02 2 का 347926 की लागत से गुणा होगा जो है और 147926 x 19 इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट होगी अब 347926 वस्तुओं की लागत 2000 x 20 147926 x 19 हो गई है यह आइटम का धन मूल्य है जो हम हर बार उस वस्तु को खरीदते हैं तो खर्च करते हैं और एक वर्ष में जितनी बार हम खरीदते हैं वह 10 000 347926 होता है इसलिए ⋀ 10000 347926 इन्वेंट्री का धनमूल्य होगा तो आइए हम इनकी गणना करेंगे 86225 01 x 6810594 6810594 x 2874 जो हमें 19574835 देगा पहला है 86225 681059 जो हमें 20342122 देगा अब हम देखते हैं कि अगर हम इन नंबरों की इन नंबरों के साथ तुलना करते हैं तो यहां आइटम की लागत 200000 है परंतु छूट के कारण आइटम की लागत 1 95748 तक कम हो जाती है यहां ऑर्डर की लागत 2449 होगी यहां ऑर्डर की लागत केवल 862 है ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑर्डर की मात्रा 122474 से बढ़कर 347926 हो गई है इसलिए एक वर्ष में ऑर्डर कम होते हैं इसलिए ऑर्डर की लागत में कमी आई है वहन की लागत में काफी वृद्धि हुई है 681059 एक बड़ी मात्रा के कारण जो हम यहां ऑर्डर करते हैं तो कुल लागत 20342122 होगी जो कि 20489898 से कम है इसलिए इस बिंदु पर लाभ उठाने के लिए यह फायदेमंद है 5 प्रतिशत छूट और ऑर्डर 347926 अब 5000 से 10 प्रतिशत छूट पर नजर डालते हैं इसलिए Q 2 x10000 x 300 Vj qj Cjहोगा अब हमें यह पता लगाने की जरूरत है V j और qjc j इसलिए यदि हम 5000 आइटम लेते हैं और यदि हमें यह 10 प्रतिशत की छूट नहीं है तो Vj उन 5000 वस्तुओं से जुड़ा मूल्य होगा जो हमने खरीदे होंगे तो उन 5000 वस्तुओं की कीमत 2000 x 20 40000 और 3000 x 19 57000 है तो V j 97000 qjcj 5000 की मात्रा की कीमत 18 है इसलिए 5 000 x18 90000 को 02 x18 से भाग देते है यह हमें 2 x 10000 x 7300 36 के वर्गमूल के सरलीकरण पर हमें 63682 यूनिट देगा इसलिए अगर हम 10 प्रतिशत की अतिरिक्त मार्जिनल डिस्काउंट का लाभ उठाना चाहते हैं जो कि 5000 वें आइटम से 2 रुपये है तो हम मानते हैं कि हमें 63682 यूनिट का ऑर्डर देना होगा अब इससे जुड़ी कुल लागत ऑर्डर की लागत और वस्तु की लागत के साथ साथ इन्वेंट्री होल्डिंग की कुल राशि होगी इसलिए ऑर्डर की लागत 10000 63682300 होगी अब यह टर्म एक वर्ष में ऑर्डर की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है प्रति ऑर्डर की लागत ऑर्डर की संख्या से गुणा की जाती है यह वार्षिक ऑर्डरिंग लागत होगी इन्वेंट्री होल्डिंग की लागत 02 होगी औसत इन्वेंट्री का 20 प्रतिशत इसलिए औसत 63682 इकाइयों के धन मूल्य में एक और 2 का भाग देता है तो प्रथम 2000 की कीमत 20 होगी अगले 3000 की कीमत 19 और 13682 की कीमत 18 होगी तो यह 63682 का धन मूल्य है जो कि 2 x 02 से विभाजित है 02 है 20 प्रतिशत इन्वेंट्री वार्षिक मद लागत इसलिए जब हम ऑर्डर देते हैं तो हर बार वार्षिक मद की लागत होगी हम इतना खर्च करते हैं जितनी बार हम ऑर्डर देते हैं वह यहां दिया गया है तो 10000 63682 2000 x 20 3000 x 19 13682 x 18 ज्ञात किया गया अब पहले यह संख्या ज्ञात करें इससे पहले हम को 63682 से विभाजित करते हुए हम 47109 प्राप्त करते हैं जो वार्षिक लागत 01 x 2000 x 20 3000 x 19 13682 x 18 1216276 है तो 01 x 1216276 10000663682 157 x 1216276 जो 20362596 है तो यह 20362597 1216276 10000663682 19099212 1216276 47109 20362597 तो हमें 20362597 मिलता है अब हमने 2000 पर 5 प्रतिशत की छूट और 5000 पर 10 प्रतिशत की छूट के लिए लागत पर काम किया है बिना छूट के यह 20489898 था 5 प्रतिशत की छूट के साथ यह 203421 है और 10 प्रतिशत की छूट 203625 इस लागत की तुलना में यह थोड़ा अधिक है जो हमारे द्वारा दिखाए गए अभिकलन पर आधारित है इसलिए हम 5 प्रतिशत छूट का चयन करेंगे और हम 347926 ऑर्डर करेंगे और 2034212 की वार्षिक लागत का खर्च उठाएंगे अब दो अन्य चीजें हैं जिन्हें हमें देखना है पहली बात यह है कि यह लागत इस लागत की तुलना में काफी अधिक नहीं है तो अब क्या हम 63682 की बड़ी मात्रा में ऑर्डर करने पर विचार करते हैं क्योंकि हमारे पास किसी भी समय अधिक स्टॉक होगा इन्वेंट्री समस्याओं में सामान्य सोच यह है कि बहुत अधिक इन्वेंट्री का निर्माण नहीं करना है और इसलिए हम इस पर विचार नहीं करेंगे क्योंकि यह मात्रा बहुत बड़ी मात्रा है भले ही हमारे पास एक ऐसी स्थिति थी जहां यह इससे थोड़ा कम है यहां तक कि अगर हमारे पास ऐसी स्थिति है तो भी इसके लिए जाना बुद्धिमानी होगी क्योंकि ऑर्डर करने की मात्रा जितनी अधिक होगी उतनी ही इन्वेंट्री होल्डिंग लागत होगी और उत्पादन तंत्र में अधिक इन्वेंट्री एकत्र होगी अब हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि जब हम मार्जिनल क्वांटिटी डिस्काउंट को देखते हैं तब ऑर्डर की मात्रा बड़ी हो गई है हालांकि छूट 2000 से अधिक या 2001वें आइटम से उपलब्ध है हमें एहसास है कि हम वास्तव में छूट से लाभान्वित होते हैं केवल अगर हम ऐसी मात्रा का ऑर्डर देते हैं जो प्राइस ब्रेक से अधिक है इसलिए मार्जिनल क्वांटिटी के साथ 2000 का प्राइस ब्रेक हमें 3479 की ओर ले जाता है और मार्जिनल क्वांटिटी के साथ 5000 के प्राइस ब्रेक हमें 6300 तक ले जाता है इसलिए मार्जिनल क्वांटिटी डिस्काउंट में ऑर्डर की मात्रा बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है क्योंकि हम छूट का लाभ तभी उठा सकते हैं जब ऑर्डर की मात्रा प्राइस ब्रेक या उस बिंदु से बहुत अधिक है जिस पर या जिससे वह छूट लागू है तो यह हमें बड़ी मात्रा में ऑर्डर करने के लिए मजबूर करता है हमें ऑल क्वांटिटी डिस्काउंट के साथ एक तुलना भी करनी होगी जहां हमने पहले देखा है कि 2 प्रतिशत ऑल क्वांटिटी डिस्काउंट के लिए कुल लागत 201420 हो गई गणना 2 प्रतिशत ऑल क्वांटिटी डिस्काउंट के लिए हैं इसलिए 2000 पर प्राइस ब्रेक 2000 इकाइयों पर TC D Q पांच ऑर्डर होंगे क्योंकि ऑर्डर की मात्रा 2000 पर है पांच ऑर्डर होंगे Q 2 C c 1000 x 2 प्रतिशत ऑल क्वांटिटी डिस्काउंट है तो Q 2 x वहन करने की लागत 4 x 098 है जो कि आपके 2 प्रतिशत की छूट है और आइटम की कीमत 200000 x 098 होगी तो यह हमें देगा यह है 3920 196000 है जो हमें 201420 देगा जो कि 2034212 की तुलना में सस्ता या कम महंगा है इसलिए इस स्थिति में हम ऑल क्वांटिटी डिस्काउंट को देख सकते हैं यदि यह उपलब्ध है और इसे चुनेंगे दो कारणों से कि कुल लागत कम है और इससे अधिक महत्वपूर्ण है कि ऑर्डर मात्रा भी कम है अब इस चर्चा के बाद हम मल्टीपल आइटम इन्वेंटरी की ओर बढ़ते हैं अब वास्तव में हम एक से अधिक वस्तुओं को देख रहे होंगे हालांकि अभी तक हमने सिंगल आइटम इन्वेंटरी समस्या को देखा है इसलिए अब हम दो आइटम इन्वेंट्री समस्या को देखते हैं और एक बार में दो आइटमों पर विचार करके समझने की कोशिश करते हैं कि मल्टीपल आइटम इन्वेंटरी के संबंध में क्या समस्याएं हैं इसलिए अब हम एक आइटम को देखते हैं जिसकी प्रति वर्ष 10000 की मांग है जिसे हम D1 कहते हैं जो पहले आइटम का प्रतिनिधित्व करता है और C1 जो कि आइटम की इकाई लागत है हम मानते हैं कि ऑर्डर की लागत 300 है और i 20 प्रतिशत है हम पहले से ही जानते हैं कि Q 1 122474 है और TC1 48898 है अब यदि हम हर बार 122474 ऑर्डर करते हैं तो प्रति वर्ष ऑर्डर की संख्या जिसे हम N1 कहते हैं 10000 122474 होगी जो प्रति वर्ष 816 ऑर्डर हो जाएगी अब हम डिमांड D2 के साथ प्रति वर्ष 20000 की मांग वाले दूसरे आइटम पर विचार करते हैं हम उसी Co को 300 के बराबर मानते हैं हम i के समान मान का उपयोग 20 प्रतिशत करते हैं हम मानते हैं कि आइटम की इकाई लागत 25 है अब अगर हम ऑर्डर की मात्रा निकालते हैं तो इस आइटम के लिए Q 2 154919 हो जाएगा जो कि √2 x 20000 x 300 5 है 5 20 का 25 प्रतिशत है और इससे जुड़ी कुल लागत 774597 हो जाएगी अब दूसरे आइटम के लिए 20000 के बराबर मांग और ऑर्डर की मात्रा 154919 के बराबर है प्रति वर्ष ऑर्डर की संख्या N2 20000 154919 से विभाजित किया जाएगा जो 1291 ऑर्डर हो जाएगा अब यदि इन दो वस्तुओं का स्वतंत्र रूप से देखा जाता है तो हम इस आइटम के लिए 816 ऑर्डर करेंगे और अन्य आइटम के लिए 1291 ऑर्डर करेंगे जो हमें कुल ऑर्डर की संख्या 2107 ऑर्डर के रूप में देंगे अब हम महसूस करते हैं कि जब हम दो वस्तुओं को देखते हैं तो 2107 बहुत बड़ा होता है और विशेष रूप से यदि हम बहुत बड़ी संख्या में वस्तुओं को ऑर्डर करते हैं तो हमें पता चलता है कि इन सभी वस्तुओं को एक साथ रखने पर हम बहुत अधिक ऑर्डर करेंगे इसलिए हम एक प्रतिबंध और एक व्यवरोध भी बनाते हैं कि ऑर्डर की संख्या 15 के बराबर या कम होगी तो हम देखेंगे कि ऑर्डरिंग मात्राओं का क्या होता है अगर हम इस तरह का प्रतिबंध लगाते हैं तो अब समस्या कुल लागत को कम करने के लिए हो जाएगी जो D1 Q1 Co या सिग्मा Dj Qj Co i x सिग्मा Qj Cj 2 यदि हम प्रथम आइटम लेते हैं तो ऑर्डर की लागत D 1 Q 1 Co दूसरे आइटम के लिए D 2 Q 2 Co होगी हमने समान C naught का उपयोग किया है इसलिए C naught को बाहर ले जाया जा सकता है हमने उसी i का उपयोग किया है इसलिए प्रथम आइटम के लिए यह i 2 दूसरे आइटम के लिए यह Q 2 x i C 2 2 है तो i को बाहर ले जाया जा सकता है इसलिए हमारे पास यह है निम्नलिखित अवरोधों के अधीन कि सिग्मा Dj Qj N या उससे कम है इसलिए इस मामले में ऑर्डर की संख्या 15 से कम या बराबर होनी चाहिए अगर हम इस बाधा को नहीं लेते हैं और हम इसे अनुकूलित करते हैं तो हमें समान उत्तर मिलेगा प्रथम आइटम के लिए 816 ऑर्डर हैं और दूसरे आइटम के लिए 1291 ऑर्डर अब अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन इस बाधा का उल्लंघन करेगा और इसलिए यह बाधा बाध्यकारी बन जाएगी इस उदाहरण में दिखाया गया है अगर हम इस बाधा को शामिल नहीं करते हैं तो अप्रतिबंधित समस्या हमें 21 ऑर्डर देगी जो 15 का उल्लंघन करता और इसलिए कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को हल करना होगा अब यह एक कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है जिसमें बाध्यता के रूप में एक असमानता है अब हम क्या करेंगे अब हम इस असमानता को एक समीकरण के रूप में बदलने की कोशिश करेंगे और हम कुल लागत के गुणों के माध्यम से कुछ समझने की कोशिश करेंगे अब हम पहले ही देख चुके हैं कि अगर हमारे पास एक भी वस्तु है हमारे पास मात्रा है और हमारे पास कुल लागत वक्र इस तरह दिखाई देगा और हम कहेंगे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ होगी अब हम महसूस करते हैं कि यदि हम ऑर्डर मात्रा 1224 के साथ प्रथम आइटम लेते हैं और यह ऑर्डर की मात्रा 816 के बराबर है तो दूसरे आइटम 1291 की है यदि इस 2107 ऑर्डर संख्या को 15 ऑर्डर तक लाया जाना है तो दोनों वस्तुओं के लिए ऑर्डर की मात्रा बढ़ जाएगी जिसका अर्थ है कि अगर हम एक विशेष वस्तु लेते हैं तो जैसे कि यहाँ Q स्टार है अब यह है हम ऑर्डर की मात्रा बढ़ाने जा रहे हैं इसलिए हम एक बाध्यता की ओर देख रहे हैं जो इस तरह दिखती है अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस प्रकार का एक फलन है और हमारे पास एक बाध्यता है जो q को किसी चीज़ से अधिक या बराबर लगाने की कोशिश करेगा अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन की प्रकृति से इष्टतम केवल यहीं होगा और अन्य बिंदुओं पर नहीं होगा इसलिए हम एक धारणा बनाते हैं जो सही है कि जब बाध्यता बाध्यकारी होती है तो असमानता की तुलना में तो इसे एक समीकरण द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है और हम इसे हल कर सकते हैं अब इस असमानता को एक समीकरण द्वारा प्रतिस्थापित करने का लाभ यह है कि हम लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायरों की विधि का उपयोग कर सकते हैं और इस समीकरण को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ले जा सकते हैं और फिर हम इसे हल करते हैं लेकिन हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि केवल जब बाध्यता बाध्यकारी होती है तो असमानता का एक समीकरण बन जाएगा तो हम इसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ले जाते हैं और एक लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायरों प्रस्तावित करते हैं जो इस तरह होगा इसलिए L लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायरों को न्यूनतम करने के लिए सिग्मा D j Q j Co i x सिग्मा Q j C J 2 लैम्ब्डा x सिग्मा D j Q j N से आता है अब kth आइटम के संबंध में आंशिक रूप से इसे विभेदित करने पर हमारे पास D k Q k वर्ग Co i C k 2 D k Q k squarex lambda 0 के बराबर है जिसमें Q k kth आइटम का सामान्य मूल्य होगा 2DCo ƛ i C k अब बाध्यता का प्रभाव इस मूल्य में लैम्ब्डा को जोड़ने या शामिल करने का है तो नई ऑर्डर मात्रा हम केवल तब पता लगाने में सक्षम होंगे जब कि हम लैम्ब्डा के मूल्य को जानते हैं हम प्रथम आइटम के लिए जानते हैं हम जानते हैं कि हमारे पास यहां एक D k होगा तो पहले आइटम के लिए हम 2 x 10000 x 300 ƛ 02 x 20 जानते हैं लेकिन फिर हम ƛ के मान को नहीं जानते हैं इसलिए लैम्ब्डा के मान को खोजने के लिए हम इसे लैम्ब्डा के संबंध में आंशिक रूप से विभेदित करते हैं और फिर हम सिग्मा D k Q k N प्राप्त करते हैं अब हम पहले से ही जानते हैं कि यह Q k इस के बराबर है बस एकरूपता के लिए नोटेशन के अनुरूप मैं k को j से बदलने जा रहा हूं तो अब हमारे पास सिग्मा D j Q j Q j √2 D Co ƛ i Cj इसलिए D j Qj N के बराबर है तो हम यहाँ सरल करते हैं अब हमारे पास है सिग्मा D j √ i C j √ 2 Dj Co ƛ तो Dj Q j N के बराबर है इसलिए अब हम सरल करते हैं सिग्मा √ D j Cj और √ i 2 Co ƛ प्राप्त करते हैं I अब हम Co लैम्ब्डा लेते हैं पहले हम इसे वर्ग करके i 2 x Co ƛ प्राप्त करते हैं सिग्मा √ D j Cj का वर्ग N वर्ग जिससे Co ƛ i 2 N2 सिग्मा √ D j C j वर्ग जिससे ƛ i 2 N2 सिग्मा √ D j C j वर्ग Co प्राप्त करते हैं तो यह लैम्ब्डा का मान है और अब हमारे उदाहरण के लिए हम अब लैम्ब्डा को प्रतिस्थापित करेंगे 02 2 x 15 वर्ग x √D1C1 D2C2 300 जो प्रतिस्थापन पर हमें देगा 29220 और फिर हम वापस जाते हैं और इस में इस लैम्ब्डा का स्थानापन्न और अगर हम इस प्रतिस्थापन करते हैं Q j √ 2 Dj Co ƛ i Cj अब नया Q 1 √ 2 x 10000 x 300 29220 4 होगा जो हमें 172076 देगा और Q 2 217661 होगा अब Q 2 2 x 20000 x 300 29220 ƛ 5 के रूप में प्राप्त किया जा सकता है तो ये अभी 2 ऑर्डर मात्रा हैं इन ऑर्डर मात्राओं के लिए N 1 होगा ऑर्डर की संख्या होगी 10000 172076 जो 5811 है अन्य को 20000 217661 जो कि 9188 है जिसे जोड़ा जाने पर 14999 या 15 ऑर्डर मिलेंगे अब हम यह भी देखते हैं कि मूल 122474 Q 1 स्टार 122474 है और बिना बाधा के Q 2 स्टार 154919 था अब हम महसूस करते हैं कि बाधा 122474 से बढ़कर 172076 हो गई है और यह 154919 से बढ़कर 217671 हो गई है अब हम यह भी देखते हैं कि Q 1 Q 1 स्टार 172076 122474 जो 1405 है Q 2 Q 2 स्टार 217661 154919 14049 और हम यह भी महसूस करते हैं कि 2107 के ऑर्डर15 हो गए हैं इसलिए N1 N 2 बाधा N द्वारा विभाजित किया गया है जो 2107 15 14046 होगा जो 1405 है जो त्रुटियों के राउंडिंग ऑफ के अधीन है तो हम यह भी महसूस करते हैं कि एक सरल सूत्र ने मदद की होती और लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर विधि हमें सरल सूत्र की ओर ले जाती है अतः यदि कुल 2107 के ऑर्डर संख्या को 15 तक लाना है तो व्यक्तिगत ऑर्डरमात्राओं को 2107 15 से गुणा करें जो 1405 है इसलिए 122474 x 1405 प्रथम आइटम के लिए नया ऑर्डर मात्रा देगा और इसी तरह दूसरे आइटम के लिए तो इस तरह हम ऑर्डर की कुल संख्या पर बाधाओं के साथ एक मल्टीपल आइटम इन्वेंटरी प्रॉब्लम को कैसे हल करते हैं लेकिन इससे पहले कि हम कुल ऑर्डर के साथ बाधा समस्या पर इस चर्चा को समाप्त करते हैं हम फिर से इस पर वापस जाते हैं और फिर हम इस संख्या ƛ 29220 पर विचार करते हैं अब यह समझने के लिए कि मुझे फिर से सूत्र लिखना है सूत्रीकरण है सिग्मा D j Q j X Co सिग्मा i Q j Cj 2 का न्यूनतमीकरण करना है निम्नलिखित बाध्यता के अधीन D j Q j N अब यहाँ अप्रतिबंधित समस्या में हमें 2107 बायीं ओर दी गई जिसने बाधक को बाध्यकारी बना दिया और फिर इसलिए कि हम समझ गए कि जब बाधा बाध्यकारी होती है तो असमानता एक समीकरण में परिवर्तित हो सकती है ताकि हम Lagrangian गुणकों का उपयोग करके इसको हल कर सकें अब मान लें कि हमारे पास पूंजी N 25 के बराबर है जिसका अर्थ था कि यह बाधा बाध्यकारी नहीं है 2107 25 से कम या इसके बराबर होगा इसलिए स्पष्ट बात यह है कि इस बाधा के बारे में चिंता न करें और 122474 और 154919 ऑर्डर करना जारी रखें ताकि कुल लागत 489898 और 774597 हो जाए यह भी स्पष्ट है कि जब हम इन 2 के लिए कुल लागत की गणना करते हैं तो कुल लागत 489898 और 774597 से अधिक होगी इसलिए जब बाधा संतुष्ट है जैसे कि 25 के बराबर n के मामले में तो हम इस पद्धति का उपयोग नहीं करेंगे इसलिए हम पहले समस्या को स्वतंत्र रूप से हल करेंगे जैसे कि हमने यहां जांच की कि क्या बाधा N 15 के लिए संतुष्ट है या नहीं इसका उल्लंघन किया गया है 25 के बराबर N के लिए यह संतुष्ट है जब इसका उल्लंघन किया जाता है तो हम लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायरों की विधि का उपयोग कर एक लैम्बडा प्राप्त कर सकते हैं और इन मूल्यों की गणना कर सकते हैं या हम इसको प्राप्त करने के लिए इन अनुपातों का उपयोग कर सकते हैं यह अनुपात भी सैद्धांतिक रूप से सही है लेकिन यदि N 25 था और इसलिए यह बाधा पहले से ही संतुष्ट है तो हम लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायरों की पद्धति का उपयोग नहीं करेंगे हम बस इन अप्रतिबंधित मूल्यों को इष्टतम मान के रूप में लेंगे इसके बावजूद यदि हम वापस जाते हैं और इसमें N 15 के स्थान पर N 25 का स्थानापन्न करते हैं तो हमें एहसास होगा कि हमें ƛ का नकारात्मक मूल्य मिलेगा अब लैम्ब्डा का यह नकारात्मक मूल्य जिस क्षण हमें लैम्ब्डा का एक नकारात्मक मूल्य मिलता है हमें यह समझने की आवश्यकता है कि बाधा वास्तव में मूल मूल्यों का उल्लंघन नहीं थी इसलिए Lagrangian गुणक विधि को करने की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन हम बस आँख बंद करके इस सूत्र का उपयोग करते हैं और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें लैम्ब्डा का नकारात्मक मूल्य मिलेगा अब लैम्ब्डा का ऐसा नकारात्मक मूल्य अब यहां वापस आएगा और यह ऑर्डरमात्रा को 12474 और 154919 से कम होने के लिए मजबूर करेगा ताकि कुल अब 25 को मजबूर हो जाए हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए तो हमें यह समझना होगा पहले हम समस्या को बिना किसी बाधा के हल करते हैं यह जांचते हैं कि क्या बाधा का उल्लंघन किया गया है और केवल जब बाधा का उल्लंघन किया गया है तो हम इसे हल करने के लिए लैग्रेंजियन मल्टीप्लायरों की विधि का उपयोग करेंगे अब यदि बाधा 25 के बराबर एन के मामले में संतुष्ट है तो हम इस पद्धति का उपयोग नहीं करेंगे हम बस एक अप्रतिबंधित पद्धति का उपयोग करेंगे और 489898 774597 की न्यूनतम लागत प्राप्त करेंगे इसके बावजूद यदि हम इस सूत्र का उपयोग करने की गलती करते हैं तो हमें ƛ का नकारात्मक मूल्य मिलेगा यह सूत्र यहां एक समीकरण के लिए व्युत्पन्न किया गया था इसलिए यह एक नकारात्मक मूल्य देगा जो इसे एक समीकरण बनाने के लिए मजबूर करेगा और यह इसे एक वर्ष में 25 ऑर्डर प्राप्त करने के लिए मजबूर करेगा और यह इन ऑर्डर मात्राओं को कम करेगा और लागत को 489898 और 774597 से अधिक कर देगा जो हम उपयोग नहीं करेंगे इसलिए जिस क्षण हमें वहां एक नकारात्मक मूल्य मिलता है हमें गणना की जांच करनी होती है और अगर हमें यकीन है कि आपको इसका नकारात्मक मूल्य मिलता है तो इसका मतलब है हमें लैग्रेन्जियन गुणक विधि का उपयोग नहीं करना चाहिए मूल अप्रतिबंधित समाधान ही इष्टतम है और वहाँ है ऑर्डर मात्राओं के नए मूल्यों को प्राप्त करने के लिए इस पद्धति का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है अब इनवेंटरी वगैरह के पैसे के मूल्य पर प्रतिबंध जैसे जैसे कि मल्टीपल आइटम इन्वेंटरी के अन्य पहलू हम बाद के लेक्चर में देखेंगे